सुप्रभात हम व्याख्यान 17 शुरू करेंगे जैसा कि मैंने उल्लेख किया है आज के दिन हम स्पेक्ट्रल एनालिसिस पर चर्चा करेंगे और मेरा मानना है कि यह एक बहुत ही उपयोगी उपकरण और जिस से हम बहुत सारे दिलचस्प सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं तो हमने पिछली कक्षा में जो चर्चा की है उसका एक त्वरित सारांश करते हैं और फिर हम आज के व्याख्यान में गोता लगाएँगे हम फ़िल्टर बैंक्स को देख रहे हैं जहां हम वर्णमाला M का उपयोग चैनल्स की संख्या को दर्शाने के लिए किया जाता है यह एक बहुत ही सामान्य शब्द है जिसे हम M चैनल कहते हैं और निश्चित रूप से ऐसे विशेष मामले हैं जहां M 2 M 3 और M 16 और 256 जैसी बड़ी संख्या तक होती हैं इसलिए M ने फ़िल्टर बैंक्स के परिवार को सबसे सामान्य रूप दिया और हम यूनिफार्म फ़िल्टर बैंक्स को देख रहे हैं जो कि फ्रीक्वेंसी के बदलाव के मैगनीट्यूड रिस्पांस के माध्यम द्वारा प्राप्त किए जाते हैं इसलिए पिछले व्याख्यान में हमने H0 H1 को परिभाषित किया था तो H0 यदि आप इकाइयों के घेरे में देखते हैं तो यह H1e jωW होगा जो WMe−j2πM से दिया गया है यदि मैं सब्स्क्रिप्ट को लिखना भूल जाता हूं तो यह डिफ़ॉल्ट M है इसलिए यदि आप इसे तर्क के संदर्भ में लिखते हैं तो यह ej होगा जो मूल रूप से कहता है कि H0 की फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एक केंद्र 2πM में स्थानांतरित हो जाती है और निश्चित रूप से H2 को 4πM में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और M 1 के लिए सभी तरह से और हमने दिखाया कि अगर हम पॉलीफ़ेज़ डीकम्पोसिशन को लागू करते थे तो हमें इस प्रकार का एक रूप मिलता है मुझे आशा है कि आप इस में सक्षम हैं और यह हिस्सा आरामदायक है फिर हम डीएफटी मैट्रिक्स के गुणों को देखते हैं सामान्य तौर पर हम एक ऍन पॉइंट डीएफटी या आईडीएफटी के बारे में बात करते हैं और यही कारण है कि हमने एम को वहां और एन को चुना है अगर आप ऍम चैनल फ़िल्टर बैंक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो डीएफटी का आकार भी M के बराबर होगा तो ऍन पॉइंट डीएफटी या आईडीएफटी यही हमने आम तौर पर बात की है और आप पाते हैं कि डीएफटी मैट्रिक्स की संरचना जिसका आपने डीएसपी में अध्ययन किया होगा हमने निम्नलिखित अवलोकन फिर से किया शायद अधिकांश लोगों के लिए दोहराव कि W मैट्रिक्स जो डीएफटी का प्रतिनिधित्व करता है यूनिटरी है और यदि आप W†W लेते हैं तो आपको NI मिलता है जो कि यूनिटरी मैट्रिक्स की एक परिभाषा है और जो हमें यह भी बताती है कि डीएफटी मैट्रिक्स के इनवर्स को बहुत ही आसानी से प्राप्त किया जा सकता है यह केवल एक स्केल फैक्टर के साथ कॉनज्युगेट ट्रांसपोज़ है डैगर प्रतीक एक मैट्रिक्स ऑपरेशन ट्रांसपोज़ है जो कोंजूगेशन को लग कर है डीएफटी मैट्रिक्स के मामले में के बाद यह सिमेट्रिक है इसलिए ट्रांसपोजिशन यह वही पिछला मैट्रिक्स है इसलिए यह प्रभावी रूप से मैट्रिक्स का सिर्फ कोंज्यूगेशन है तो उस तरह का एक बहुत बहुत आसान रूप जो हमारे पास है यही वह है जो हम डीएफटी मैट्रिक्स के सामान्यीकृत रूप देखते हैं तो सामान्यीकृत रूप में ताकि आगे और इनवर्स ट्रांसफॉर्म समान दिखाई दे हमने 1NW के रूप में फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को परिभाषित किया तो मूल रूप से 1N का एक स्केल फैक्टर है जो मैट्रिक्स को सामान्य करने के लिए दिया गया है तो उस मामले में W −1 1N W† तो मूल रूप से आपके पास दोनों मेटराइसेस के लिए एक 1N स्केल फैक्टर है और इनवर्स के लिए सिर्फ 1N नहीं और यह कभी कभी सिग्नल प्रोसेसिंग में बहुत बार उपयोग किया जाता है जब आप इसे मुख्य रूप से परिवर्तन के रूप में देखते हैं और आप चाहते हैं कि बहुत ही समान दिखने वाले परिवर्तन हों और यदि आप एक सामान्य परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप यह रूप लेंगे लेकिन डीएसपी में हमारी मूल परिभाषा W है जैसा कि स्लाइड में दिया गया है और W 1 में उचित आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त करने के लिए 1 N स्केल फैक्टर होगा डीकम्पोसिशन या कार्य जो हमें करने के लिए कहा गया था वह इस प्रकार की संरचनाओं को देखना है और देखें कि क्या होता है जब आप इसे डीएफटी मैट्रिक्स के साथ बदलते हैं डीएफटी मैट्रिक्स के कॉनज्युगेट ट्रांसपोज़ के साथ नहीं इसलिए मुझे आशा है कि आपको यह देखने का मौका मिलेगा कि क्या हम सिर्फ कुछ मिनट नहीं बिताएंगे ताकि आपको यह कल्पना करने का मौका मिले कि यह क्या है क्योंकि यह चर्चा में एक महत्वपूर्ण तत्व हैं जो आज होने जा रहे हैं तो H0 फिर से पॉलीपेज़ डीकम्पोसिशन में वापस जा रहा है H0 इसे पॉलीपेज रूप में लिखें तो एक महत्वपूर्ण बिंदु जिसे हम बनाना चाहते हैं पहले हमें निम्न रूप से स्थानांतरित संस्करण मिले पिछला मामला इसे H0 द्वारा प्राप्त किया गया था इसलिए अगर मैं ट्रांसपोज़ कॉनज्युगेट प्राप्त करना चाहता हूं तो मुझे zW 1 पर नजर डालनी चाहिए अब मूल रूप से हमारे पास यह है कि यह मैट्रिक्स अब W† नहीं रहा यह वास्तव में W मैट्रिक्स है यदि आप वापस जाते हैं और हमारे समीकरणों को देखते हैं और ध्यान दें कि ये सभी डीएफटी मैट्रिक्स के कोएफ़िशिएंट्स coefficients हैं क्या मुझे वह सही लगा यदि आपके पास नेगेटिव पावर्स हैं तो यह आईडीएफटी मैट्रिक्स का हिस्सा होगा हां यह सही है ये सभी कोएफ़िशिएंट्स coefficients हैं जो आपको डीएफटी मैट्रिक्स में मिलेंगे

और इसलिए यदि आप इस मामले निकालना चाहते हैं यह H0 है दूसरा H1 यह 2π M द्वारा दाईं ओर स्थानांतरित किया गया है और इस मामले में यह एक HM−1 है तो यह अधिक सहज क्रम है मूल रूप से आप ने H0 को दायीं ओर स्थानांतरित कर दिया है इस H1 H2 से HM−1के द्वारा तो यह आपको सहज क्रम देता है हम बहुत अच्छी तरह से एक डीएफटी मैट्रिक्स के साथ भी काम कर सकते हैं और हमें थोड़ा फ़्लिपड आर्डर मिलता है अब हम इस विशेष इकाई के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक में चलते हैं जो निम्नलिखित है स्पेक्ट्रल एनालिसिस बहुत महत्वपूर्ण है कृपया यदि आपके पास प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री के लिए कोई प्रश्न हैं तो बे झिझक मुझे रोकें और पूछें हम उस पर चर्चा करने में कुछ समय व्यतीत करेंगे हम एक विशेष मामला लेने जा रहे हैं और यह एक बहुत ही विशेष मामला है विशेष मामला यह है कि आपके पास पॉलिफ़ेज़ कंपोनेंट्स E0 हैं आपके पास E1 पॉलिफ़ेज़ कंपोनेंट्स हैं इसे zM के रूप में लिखने के बजाय बहुपद E0 होगा हमारे पास E1 सभी तरह से EM−1 की ओर विशेष मामला जिस पर हम विचार करने जा रहे हैं कि यह E2 के बराबर है वे सभी 1 के बराबर है इसका मतलब है कि वे सभी स्केलर हैं वे बहुपद नहीं हैं वे निरंतर के बराबर हैं अब हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या हो रहा है इसलिए मैं एक बार फिर से उस फिल्टर पर वापस जाना चाहूंगा जिसे हम प्राप्त करते हैं और देखते हैं कि क्या मैं इसका उपयोग अपनी ड्राइंग को सरल बनाने के लिए कर सकता हूं शायद मेरे लिए पूरी बात को फिर से परिभाषित करना आसान होगा मुझे केवल यह देखने दें कि क्या हम इसका पुन उपयोग कर सकते हैं इसलिए मैं उन अवांछित रेखाओं को मिटाने जा रहा हूं जो केवल आवश्यक हैं और मूल रूप से हमने कहा है कि ये सभी स्थिरांक हैं इसलिए ये चले गए हैं यह केवल एक सीधी रेखा है जो उन्हें जोड़ रही है तो बस इसे मिटा दें हम इन रेखाओं को फिर से बना लेंगे यह एक विशेष मामला है जिसे हमने अध्ययन करने के लिए चुना है और हमें केवल इसलिए कि हम स्पष्ट हैं कि यह देरी नंबर एक है और यह देरी नंबर M 1 है यह एक M चैनल का मामला है इसकी संरचना के कारण अगर यह x n है तो यह x n−1 होगा यह x n−M−1 होगा देरी की एम इकाइयों हम उन्हें इन सिग्नल्स के साथ काम करने की सुविधा के लिए कुछ नए लेबल्स देने जा रहे हैं इसे हम S0 n कहते हैं जो एक शीर्ष शाखा है दूसरी शाखा है S1n यह एक विलंबित संस्करण है लेकिन सुविधा के लिए हम उन्हें इस अंदाज में लिख रहे हैं SM−1n और फिर आपके पास आईडीएफटी मैट्रिक्स है और आपके पास आउटपुट हैं अब यदि आप ध्यान दें कि हम जो कंप्यूटिंग कर रहे हैं वह आईडीएफटी की तरह है लेकिन मैं इसे आईडीएफटी नहीं कहना चाहता क्योंकि तब हमें टाइम और फ्रेक्वेंसीस के बीच भ्रम होने लगता है यह इस S वेक्टर का एक और वेक्टर ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन है और हमें इन आउटपुट को X0 X1 X M−1 कहते हैं ️️ और हम इसे एक टाइम इंडेक्स भी देने जा रहे हैं यही कारण है कि मैं इसे समय और फ्रीक्वेंसी के रूप समय n में सोचना नहीं चाहता हूं अगली शाखा SM−1n में सबसे ऊपरी शाखा S1n पर आपका इनपुट S0n क्या है मैं आईडीएफटी या डीएफटी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज़ कॉनज्युगेट को लागू करने जा रहा हूं और यह X1n है यह इंडेक्स सिर्फ टाइम इंडेक्स n है क्या मेरा अंकन स्पष्ट है मैंने इन वेक्टर्स को ये सिग्नल्स S0 S1 और SM−1 यदि मैं एक विशेष स्नैपशॉट लेता हूं तो समय में मुझे एक कॉलम वेक्टर मिल जाता है उस के लिए मैं ट्रांसपोज़ कॉनज्युगेट मैट्रिक्स लागू करते हैं और मुझे एक और कॉलम वेक्टर मिलता है मैं इसे X0 X1 और XM−1कहता हूं मैं इस संकेतन के साथ स्पष्ट हूं क्योंकि मैं इस संकेतन के साथ काम करने जा रहा हूं जो आपको एक क्षण में मिलेगा जो वास्तव में बहुत बहुत उपयोगी है इसलिए मैं एरो नहीं भूलता यह एरोज सिग्नल्स हैं जो M सिग्नल के अंदर जा रहे हैं M सिग्नल बाहर आ रहा है अब यह X0n की ओर जाने वाला एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन S0n है तो मैं Z ट्रांसफॉर्म लेने जा रहा हूं और Z ट्रांसफॉर्म में इस समीकरण का प्रतिनिधित्व करता हूं तो यह विशेष संरचना Z ट्रांसफॉर्म करती है तो मुझे Xk मिलता है इनमें से कोई भी एक शाखा अगर मुझे उस के Z ट्रांसफॉर्म को लिखना था यह योग होगा कृपया ध्यान दें मेरा मतलब है कि इस का पालन करें अगर कोई संदेह है तो कृपया मुझे बताएं तो इससे पहले कि शायद मैं टाइम डोमेन समीकरण लिख दूंगा मैं आपको यह सुनिश्चित करने के लिए एक पल दूंगा कि हमने समीकरण को सही तरीके से लिखा है इन आउटपुट के लिए समीकरण इनपुट समय के संदर्भ में है कि डब्ल्यू डैगर मैट्रिक्स की इसी पंक्ति मूल रूप से इनपुट वेक्टर यदि आप इसकी कल्पना कर रहे थे शायद मैं इसे लिखूंगा और फिर इनपुट वेक्टर मिटा दूंगा जोS0n S1n SM−1n है वह इनपुट वेक्टर है आप इसे W† मैट्रिक्स के माध्यम से संसाधित कर रहे हैं और यह X0n X1n XM−1n का उत्पादन करता है और जो हमने यहां कैप्चर्ड किया है वह है यह समीकरण एक विशेष केस जिसे आपने डब्ल्यू मैट्रिक्स की एक विशेष रो में लिया है और जो आपको मिलता है अब इस का Z रो लेना यह W निरंतर हैं इसलिए वे प्रभावित नहीं करते हैं तो Xk इसे बड़े सफाई से फिर से लिखना इसलिए यदि आप अब इस समीकरण में वापस आते हैं तो यह बन जाता है तो इनपुट आउटपुट संबंध इस रूप में लिखा जा सकता है इसलिए यदि यह इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप है तो यह Hk ट्रांसफर फ़ंक्शन के लिए एक्सप्रेशन बन जाता है और अब यही वह बिंदु है जिस पर सभी अंतर्दृष्टि प्रवाहित होने लगती हैं तो H0 क्या है हमने कहा कि सभी पॉलीफ़ेज़ कंपोनेंट्स 1 पर सेट किए गए थे जिसका अर्थ है कि यह H01z 1z 2z है पहले देखते हैं कि यह फिल्टर कैसा दिखता है यह एक रेक्टैंगुलार विंडो है जिसका हमने कई बार अध्ययन किया है इसलिए यदि यह H0e jω का 0 dB परिमाण है तो पहला शून्य 2πM पर होगा दूसरा शून्य 4πM 6πM मूल रूप से 2πMका गुणक होगा एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व यह है कि पहला पक्ष पालि 13 dB पर है मुझे यकीन है कि आपने इसे अपने फ़िल्टर डिज़ाइन के दौरान सत्यापित किया होगा मूल रूप से यदि आप इसे लो पास फिल्टर के रूप में समझते हैं तो इसमें लॉस पास फिल्टर का व्यवहार है क्योंकि यह कम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को अनुमति देता है और उच्च फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को दबाता है लेकिन यह बहुत अच्छा कम पास फिल्टर नहीं है क्योंकि अवांछित कंपोनेंट का क्षीणन सिग्नल्स के संबंध में जो गुजरते हैं वे बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं आप आम तौर पर आप चाहेंगे कि पास होने वाले सिग्नल्स और इस मामले में रोके गए सिग्नल्स के बीच 40 dB या 60 dB अंतर हो यह केवल 13 dB है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता यह रेक्टैंगुलार फिल्टर है इसलिए यह H0 है अब यदि आप वापस जाते हैं और हमारे समीकरण को देखते हैं कि H1H0 क्या है सामान्य स्थिति में Hk H0 और इसलिए अगर हमें अब आइडियल फिल्टर्स के विपरीत इन फिल्टर को स्केच करना है जो हमने हमें देखने दिया था कि क्या हम उन्हें जल्दी से स्केच कर सकते हैं यह H0 पहला H1 है जो मुझे इसके शिफ्ट किए गए संस्करण को लाल रंग में स्केच करने देता है और इसी तरह H2 को एक और स्थानांतरित संस्करण मिलता है किताबें अच्छी आकृति देती हैं इसलिए मुझे यकीन है कि आप कुछ अच्छे आकृतियों के साथ यहां जो कुछ भी तैयार कर सकते हैं उसे बढ़ा सकते हैं तो मूल रूप से आप देखते हैं कि आपको एक फिल्टर मिलता है ये डीएफटी शिफ्टेड फ़िल्टर बैंक्स हैं लेकिन यह पता चला है कि मूल फ़िल्टर इस रूप रेक्टैंगुलार विंडो का था इसलिए सबसीकवेंट शिफ्टेड वर्जन्स भी इस अंदाज में सामने आए कि हर किसी ने स्पष्ट कर दिया कि हमने अब तक क्या किया है तो HM−1 अंतिम फिल्टर मैं आपको स्केच करने के लिए अनुरोध करता हूं ताकि यह 2π होगा 2π पर आपको H0 वापस मिलेगा ताकि वहां मौजूद हो HM−1 एक फिल्टर होगा जो सिर्फ HM−1 के तर्क पर स्थानांतरित किया गया है ये सभी शिफ्टेड वर्जन् हैं इसलिए मूल रूप से हम इस संस्करण के साथ 0 से 2π तक फैले हैं तो हम निम्नलिखित कथन X0 n लिख सकते हैं यदि आपको इसका विवरण देने के लिए कहा गया तो आप कहेंगे कि यह वही आउटपुट है जो आपको मिलेगा यदि X n को फ़िल्टर H0 आउटपुट के माध्यम से फ़िल्टर किया जाता है यदि X n यह H0 द्वारा फ़िल्टर किया गया है जो कि एक फ़िल्टर है और आप इसे पास करते हैं और वह आउटपुट है जो आपको मिलेगा इसी तरह आप XM−1n के लिए सभी तरह से आउटपुट से मेल खाते हैं यदि Xn यह HM−1 द्वारा फ़िल्टर किया जाता है जो रेक्टैंगुलार विंडो है इसके लिए सभी को पिछले एक सेंटर फ्रीक्वेंसी में स्थानांतरित कर दिया गया और इसके लिए यह 2πM−1M होगा यह अंतिम फ़िल्टर के लिए सेंटर फ्रीक्वेंसी है और सामान्य स्थिति में सेंटर फ्रीक्वेंसी 2πkM होगी जो सेंटर होगा फ्रीक्वेंसी और आप यहाँ से यहाँ तक सभी तरह से आते हैं अब यहां वह जगह है जहां हम जल्दी से उन अवधारणाओं को लागू करना शुरू करते हैं जो हमने विकसित किए हैं और हमें देखते हैं कि क्या हम इस आंकड़े के साथ सहज हो सकते हैं कि हमने क्या किया है संरचना डीएफटी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज़ कॉनज्युगेट के माध्यम से गुजरने वाली एक देरी श्रृंखला के माध्यम से आने वाला इनपुट मुझे आउटपुट का एक व्यवस्थित सेट देता है जहां पहला आउटपुट एक रेक्टैंगुलार विंडो द्वारा फ़िल्टर किया जाता है जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में टाइम डोमेन में इसकी रेक्टैंगुलार विंडो से फ़िल्टर होता है एक सिंक फ़ंक्शन और फिर ये सभी सिंक फ़ंक्शन के शिफ्ट किए गए संस्करण हैं